क्योंकि इस विशेष वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉन पर्याप्त एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं जिससे बे परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और करंट बढ़ जाता है आगे भी रिवर्स वाइज वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है PN जंक्शन डायोड में रिवर्स वॉइस वोल्टेज इससे अधिक होने पर भी कोई नुकसान नहीं है लेकिन निश्चित करें कि वहां एक रजिस्टर के साथ कनेक्शन होना चाहिए जिससे यह डायोड को क्षति ना पहुंचाएं एक और चीज जो हमें इस विशेष रीजन में डायोड को प्रयोग करते समय याद रखनी चाहिए यह कि अधिकतम करंट को पार नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर यह ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे लाया जाता है तो यह सामान्य रीजन में कार्य करेगा तो यह जो कि हमें दिमाग में रखना चाहिए जब कोई जेनर ब्रेकडाउन 'Zener' Breakdown वोल्टेज को बढ़ा रहा हो आगेमैंइस डायोड सर्किट मॉडल के बारे में बात करूंगी तो डायोड दो तरह के कैपेसिटेंस के साथ समानांतर में एक नॉन लीनियर करंट सोर्स से दर्शाया जाएगा एक जंक्शन कैपेसिटेंस और दूसरा वाला डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हैइसके बाद यह श्रेणी में श्रेणी रजिस्टर के साथ जुड़ना चाहिए जोकि डिप्लीशन रीजन में लॉसेस के लिए जिम्मेदार है अब यह डायोड पैक होगा तो पैकिंग के लॉस भी देखे जाएंगे तो Cp कैपेसिटर पैकिंग कैपेसिटेंस को भी इसी में मिलाता है और यह Lp बॉन्डिंग वायर इंडक्टेंस के लिए यहां लिया जाता है अब यह विशेष डायोड कैसे बनाया जाता है डायोड बनाने के लिएकम डोपिंग वाले N टाइप की लेयर ज्यादा डोपिंग वाले N टाइप के सबस्ट्रेट पर जमा करनी पड़ती है इसके बाद P टाइप की लेयर N टाइप की लेयर पर जमा की जाती है अब सर्किट के साथ इलेक्ट्रिकल संपर्क बनाने के लिए दोनों छोरों पर मेटल के साथ जोड़ा जाता है आप देख सकते हैं कि यह मेटल के संपर्क हैं यह मेटल के संपर्क टंगस्टन एल्यूमीनियम गोल्ड आदि से बनाए जा सकते हैं अब यह डायोड कहां प्रयोग होते हैं

फिर हमने N टाइप और P टाइप को मिलाया और N टाइप और P टाइप मिलाने पर एक PN जंक्शन बनाई जोकि एक बहुत ही रुचिकर विशेषता जैसे रेक्टिफिकेशन स्विचिंग प्रदान करता है इसके बाद हमने वैरेक्टर डायोड को देखा और हमने देखा कि यह डायोड कैपेसिटेंस की ट्यूनिंग क्षमता को कैसे बढ़ाता है जिससे अलग अलग एप्लीकेशन में जैसे ऑक्सीलेटर ट्यूनएविल फिल्टर आदि में प्रयोग होगा इसके बाद हमने शॉटकी डायोड के बारे में देखा जोकि मेटल और सेमीकंडक्टर की जंक्शन वाला है और इसी कारण यह बहुत तीव्र स्विचिंग देता है यह मिक्सिंग और डिटेक्शन के लिए अधिक उपयुक्त है फिर हमने पिन डायोड को देखा दो हाइली डोप वाले P और N लेयर के मध्य में इंट्रिसिक रीजन को समाहित करने के कारण यह एक वेरिएबल रजिस्टेंस देता है इसलिए यह वेरिएबल अटैंयूटर और दूसरी एप्लीकेशन में अधिक प्रयोग होता है इसके बाद हमने टनल डायोड के बारे में बात की जोकि हाइली डोप वाला PN जंक्शन डायोड है और यह नकारात्मक डिफरेंशियल रजिस्टेंस का एक विशेष गुण बताता है लेकिन इसमें आउटपुट पावर कम होती है इसके बाद हमने गन डायोड के बारे में देखा और हमने देखा कि गन डायोड अपेक्षाकृत अधिक आउटपुट पावर देता है और आजकल वे अधिकतर माइक्रोवेव ट्यूब और कैविटी को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद